इंजीनियरिंग गणित 1 पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और आज का विषय है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ये वे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे एल हास्पिटल LHospital नियम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जैसे फॉर्म्स को निर्धारित करने के लिए बहुत ही मौलिक सिद्धांत हैं यहां इसके कुछ उदाहरण हैं इससे पहले कि मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को शुरू करूं मैं पिछले व्याख्यान को जल्दी से दोहराता देता हूं जिसमें हमने जनरलआईस मीन वैल्यू थ्योरम या कौशी मीन वैल्यू थ्योरम पर चर्चा की थी वहाँ हमने देखा है कि यदि दो फ़ंक्शन f और g क्लोसड इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है और g जो g का डेरिवेटिव है वह इस इंटरवल में कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है तो वहाँ ओपन इंटरवल a b में एक बिंदु c मौजूद होता है जहां यह भागफल fb f gb g उस बिंदु c पर डेरिवेटिव के रेश्यो के बराबर है तो आज हम इस जनरलआईस मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग कुछ परिणामों को सिद्ध करने के लिए करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या हैं उदाहरण के लिए sin x 1 x 1 sin और x माइनस 1 की रेशियो या जिसे हम तरह लिख सकते हैं x2 1x 1 हम इनका मूल्यांकन करना चाहते हैं जब x1 है तो अगर हम x 1 सब्सीट्यूट करते हैं तो हमें यहाँ 0मिलता है और इसे 0 से विभाजित करते हैं इसी तरह यहाँ भी हमें 00 मिल रहा है इसलिए इन मामलों में हम केवल x 1 को सब्सीट्यूट करके यहां दिए गए इन एक्सप्रेशन का वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास x x है और हम देखना चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या होगा जब x0 होगा अगर हम x0 लेते हैं तो 1 0 फिर से 1 है तो 0 से 0 विभाजित करेंगे तो हमारे पास एक और 00 आएगा जिसका मूल्यांकन सीधे x0 को सब्सीट्यूट करके नहीं किया जा सकता है तो सवाल यह है कि जब f और g दोनों टेंड टु 0 होते हैं तो f xg कि रेश्यो का क्या होता है ये वे स्थितियां हैं जिन पर हमने इन उदाहरणों में विचार किया है जिनमें f और g दोनों टेंड टु 0 होते हैं और अब हम देखेंगे कि इन एक्सप्रेशन का क्या होगा उदाहरण के लिए आज के व्याख्यान में हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में यहां sin x 1 जब हम लिमिट x गोस टु 1 लेते हैं क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन में यहां सीधाx1 नहीं ले सकते हैं लेकिन हम लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं तो sin x 1 ⁡ 1 आएगा जबकि दूसरे मामले में जब x2 1x 1 यह 1 इस x 1 को न्यूमैरेटर से कैंसिल करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह न्यूमैरेटर को x 1 और x1 की तरह लिखा जा सकता है तो यह x 1 इस x 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यह लिमिट 2 रह जाएगी यह 1 cos x x हम बाद में व्याख्यान में देखेंगे कि कैसे इसका दोबारा मूल्यांकन कर सकते हैं कि यह लिमिट 0 है तो इन तीनों मामलों में हमने देखा है कि ये फॉर्म्स 00 थी लेकिन उनकी लिमिट अलग हैं पहले मामले में यह 1 है यहां यह 2 है और तीसरे में 0 है हम अब देखेंगे कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या हैं वे 00 की तरह दिखाई दे सकते हैं पर हमने अभी देखा है कि दूसरी संभावना यह है कि न्यूमैरेटर और डिनॉमिनेटर दोनों हैं तो हमारे पास ∞∞ या 0×∞ फॉर्म है अन्य इंडिटरमिनेट फॉर्म्स भी हो सकती हैं जैसे ∞ ∞ या इन एक्स्पोनेंट फॉर्म में 00 0 पावर इंफिनिटी तो ये सभी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं और हम नहीं जानते कि इनकी वैल्यू क्या है उदाहरण के लिए 0 या 1 ∞ ∞ तो यहाँ एक टिप्पणी थी कि ये एक्सप्रेशन उनसे भिन्न हैं जिन्हें हम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कह रहे हैं उदाहरण के लिए 0 ∞×∞ ∞∞ या ∞ ध्यान दें कि ये फॉर्म्स इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं हैं और हम इन एक्सप्रेशन का वैल्यू पा सकते हैं उदाहरण के लिए 0 0 की वैल्यू क्या है यह सिर्फ 0 है और ∞×∞ दो बहुत बड़ी संख्याएं होंगी जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ∞∞ बन जाएगा और इसी कारण से होगा और ∞ को हम 1 लिख सकते हैं और फिर बन जाता है तो यह 1 बन जाएगा जो कि 0 है तो ये फॉर्म्स इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं हैं इसलिए यदि हमें कैलकुलेशन के दौरान ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं तो हम इन वैल्यू को सीधे सब्सीट्यूट कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसे 00 के लिए अधिक सावधान रहना होगा क्योंकि इन सभी मामलों में ∞ × ∞ 0 × ∞है क्योंकि हमें कुछ नियमों द्वारा उन वैल्यू का मूल्यांकन करना होता है और यह स्पष्ट नहीं है जैसे कि उदाहरण के लिए ∞×∞ का वैल्यू क्या है यहां एक अवधारणा है कि इस तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को निर्धारित करने के लिए एल हास्पिटल LHospital का नियम एक बहुत ही मौलिक नियम है आइए मान लें कि यह f और g दो फ़ंक्शन हैं और क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस हैं और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है और यह g g का प्राइम डेरिवेटिव इंटरवल में कहीं भी खत्म नहीं होता है हमने अभी देखा है ये सभी स्थितियां कौशी मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलआईस मीन वैल्यू थ्योरम की हैं और उन स्थितियों के अलावा यदि हमारे पास fa 0 है तो a पर फ़ंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है और दूसरा फ़ंक्शन g भी a पर 0 वैल्यू ले रहा है तब हम इस एल हास्पिटल LHospital के नियम के प्रमाण देखेंगे कि यदि आप लिमिट का मूल्यांकन x→aके रूप में करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब हम a को राइट हैंड साइड पर x→a लिमिट में सेट करेंगे तो f g यह रेश्यो जिसे हम यहां देखते हैं जो कहता f 0 है तो यह एक तरह से 00 फॉर्म है लेकिन अगर आप इस लिमिट को लेते हैं और यह नियम कहता है कि यह लिमिट यह लिमिटिंग वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है जो कि डेरिवेटिव का रेश्यो है तो यह डेरिवेटिव का एक और अनुप्रयोग है और इस डेरिवेटिव की लिमिट मौजूद है अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है यदि यह मौजूद नहीं है हम इस बात पर थोड़ी देर बाद आएंगे और हम एक उदाहरण देखेंगे जहां यह लिमिट मौजूद नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि f g की लिमिट मौजूद नहीं है तो यहाँ यह नियम है कि यदि डेरिवेटिव की ऐसी लिमिट मौजूद हैं तो यह फ़ंक्शन के रेश्यो की लिमिट के बराबर होंगे प्रमाण बहुत सरल है यदि आप कौशी मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हैं तो जिसे आज संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था कौशी मीन वैल्यू थ्योरम यह है कि यदि हमारे पास दो फ़ंक्शन f और g है तो f x f और g xg हो जाएगा fξgξ और कहीं a और x के बीच होगा हमने यहां एक x बिंदु लिया है जो कि इंटरवल में मौजूद है x स्वाभाविक रूप से a के बराबर नहीं है और फिर हमने इस जनरलआईस मीन वैल्यू थ्योरम को इंटरवल a से x में लागू किया है तो हम फ़ंक्शन a और b का वैल्यू जानते हैं अत a पर दोनों फ़ंक्शन के लिए यह 0 है यहाँ इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड f g हो जाएगा हमें यहां यह मिलता है कि f g fξgξ के बराबर है और a से x इंटरवल से संबंध रखता है तो अब आप ध्यान दें कि यदि इस लिमिट को हम यहां x→a के रूप में लेते हैं और चूंकि यह ओपन इंटरवल a से x के अंतर्गत आता है इसलिए यदि x a पर जाएगा तो स्वाभाविक रूप से भी जाएगा तो अब अगर हम यहाँ की लिमिट x→a f g लेते हैं और फिर यह →a लिमिट के बराबर होगा क्योंकि यह इंटरवल a→x से संबंधित है तो a तक जाएगी दाईं ओर से यह डेरिवेटिव यहाँ fg है और अब हम को किसी अन्य नाम से बदल सकते हैं या सबसे उपयुक्त यहां x है तो हमने क्या देखा है कि यह x→a यह रेश्यो fg और कुछ नहीं बल्कि fg है तो यह जनरलआईस मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हुए इस एल हास्पिटल LHospital के नियम का प्रमाण है इस एल हास्पिटल LHospital के नियम का थोड़ा अधिक सामान्य फॉर्म है क्योंकि यदि हम यहां ध्यान दें कि हमने x→a को दाईं ओर से लिया है क्योंकि हमने इस इंटरवल के फ़ंक्शन के लिए a से b लिया था यह एक अधिक सामान्य फॉर्म है अगर f और g ओपन इंटरवल I पर दो फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल हैं और स्वाभाविक रूप से वे पर जिसके भीतर यहa है उसमें कंटिन्यूस है और f 0 है अब a इंटरवल के अंदर कहीं है और सीमा पर नहीं इसलिए यदि हमारे पास f a 0g और इस इंटरवल में gx≠0 है यदि x≠a xa है तो कुछ भी हो सकता है तब हमें gपर इस तरह के प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके अलावा x a है तो g खत्म नहीं हो सकता है तो इस मामले में कोई भी आसानी से साबित कर सकता है कि लिमिट x→a है अब यहां कोई बाएं या दाएं अवधारणा नहीं है तो लिमिट केवल x→a fg बराबर है fg बशर्ते दाहिने हाथ की लिमिट मौजूद हो और उपपत्ति उसी के समान है जो हम पहले कर चुके हैं क्योंकि अब हम इस I में दो इंटरवल पर विचार कर सकते हैं तो a→x जब xa है और हम एक और इंटरवल x→a पर भी विचार कर सकते हैं जब xa तो इन दो इंटरवल में हम पिछले परिणाम को लागू करेंगे जो वहां स्थापित करेगा कि x→a इस मामले में x→a के बराबर है और फिर जब हम उस परिणाम को इस इंटरवल पर लागू करते हैं तो हमें x→a दाईं ओर से दोनों लिमिट के नेगेटिव पक्षों से प्राप्त होता है और बाईं ओर से हमें वही परिणाम प्राप्त होगा जो यह निष्कर्ष निकालेगा कि fg बराबर हैx→a fg के तो एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी यह एल हास्पिटलLHospital का नियम उस मामले के लिए भी मान्य है जब फ़ंक्शन f और g को x→a पर परिभाषित नहीं किया जाता है हमने पिछले दो परिणामों में f और g को 0 लिया है उस समय फ़ंक्शन वैल्यू 0 थी लेकिन वही नियम लागू हो सकता है यदि फ़ंक्शन a पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन उनकी लिमिट 0 हैं तो लिमिट x → a 0 है और g 0है तो इस मामले में भी हम वही परिणाम लागू कर सकते हैं जो हमने पहले एक और टिप्पणी में स्थापित किया है अगर हम देखें पहले a पर 0 हैं और डेरिवेटिव f और g वे फ़ंक्शन f और g पर लगाए गए स्थिति को संतुष्ट करते हैं मुख्य रूप से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो इस रेश्यो पर एल हास्पिटल LHospital के नियम लागू करते हैं इसलिए हम यहां fg पर फिर से एल हास्पिटल LHospital के नियम लागू करते हैं क्योंकि f और g केलिए अब ऐसी ही स्थितियाँ हो रही हैं क्योंकि वे दोनों 0 हैं और फिर नियम कहता है कि यहाँ यह लिमिट f g डबल डेरिवेटिव के बराबर होगी f और g के डबल डेरिवेटिव के रेश्यो x → aहो जाएगा तो यह फिर से अधिक जनरलाइज्ड फॉर्म है कि इस लिमिट fg का मूल्यांकन f g के रेश्यो की लिमिट से किया जा सकता है लेकिन अगर ये दोनों f और g 0 हो जाते हैं क्योंकि x→a या xa है तो हम फिर से एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू कर सकते हैं तो वही लिमिट f लिमिट के बराबर होगी जो दूसरे डेरिवेटिव को g से विभाजित करती है दूसरा डेरिवेटिव x→a के रूप में या हम इसे आगे भी जारी रख सकते हैं उदाहरण के लिए f तोयहां f का डबल डेरिवेटिव x पर गायब हो सकता है और a के बराबर है तो हम इस एल हास्पिटल LHospital के नियम को f डबल डेरिवेटिव की लिमिट विभाजित g डबल डेरिवेटिव के साथ लागू कर सकते हैं तो एल हास्पिटल LHospital का नियम भी लागू होता है तो यहां एक और सामान्यीकरण है कि जरूरी नहीं कि x→a हो हमने अभी चर्चा की है कि x→a कुछ सीमित संख्या थी लेकिन कोई भी इस परिणाम को x→∞ या x→ ∞ की लिमिट पर लागू कर सकता है तो यह एक बहुत ही सामान्य नियम है जिसे हम यहां साबित नहीं कर रहे हैं उदाहरण के लिए यह इनफिनिटी केस लेकिन कोई भी एल हास्पिटल LHospital के नियम को यहां भी लागू कर सकता है तो अब इस एल हास्पिटल LHospital के नियम का इनफिनिटी फॉर्म से इनफिनिटी तक विस्तार तो पिछले मामले की तरह इस fx→∞ और gx→∞ को x→a या x→±∞ मान लेते हैं लेकिन अब हमारे पास यह है अंतर है कि fx→0 gx→0 की जगह वे दोनों टेंड टु हैं और इस मामले में भी हमारे पास यही नियम है कि इन दो फ़ंक्शन के रेश्यो की यह लिमिट उनके डेरिवेटिव के रेश्यो की लिमिट होगी जब यह f और g 0 पर जाता है बशर्ते यहां दायीं ओर की लिमिट मौजूद है तो fg लिमिट मौजूद है तो अब सामान्य नियम क्या है यदि हम उन सभी परिणामों को शामिल करते हैं जिनकी हमने अब तक चर्चा की है कि वे दो हैं तो वे दो फॉर्म्स हो सकते हैं तो या तो 00 फॉर्म या ∞ फॉर्म किसी भी मामले में चाहे x→a या x→±∞ दो फ़ंक्शन के रेश्यो की यह लिमिट उनके डेरिवेटिव के रेश्यो के बराबर होगी तो यह एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है तो अगर यह लिमिट यहां मौजूद नहीं है अगर डेरिवेटिव की लिमिट मौजूद नहीं है इसका मतलब यह नहीं है किfgकी लिमिट मौजूद नहीं है जिसे हम सरल उदाहरण से देख सकते हैं इसलिए यदि हम इस पर विचार करें तो x1x इसलिए इस मामले क्या हो रहा है हम यह देखें कि यहाँ फॉर्म क्या है तो x गोस टु प्लस पर यहां सीमित है तो न्यूमैरेटर है और इसे फिर से विभाजित किया x गोस टु से तो हमारे पास ∞∞ फॉर्म है और इस मामले में यदि हम केवल एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू करते हैं तो क्या होगा तो यहाँ अगर आप न्यूमैरेटर के डेरिवेटिव को 1sin x ले रहे हैं तो यह cos x बन जाएगा और इस x के डेरिवेटिव की लिमिट 1 है और लिमिट x→∞ है तो यहां लिमिट x→∞ 1cos x है क्योंकि यह cos xजब x→∞ परिभाषित नहीं है तो मूल रूप से यहां यह लिमिट 1cos x और x→∞ परिभाषित नहीं है तो यह लिमिट मौजूद नहीं है लेकिन अगर हम इसका मूल्यांकन कुछ अन्य तरीकों से करते हैं जैसे x→∞ xsin x और हम इसे 1sin x x के रूप में फिर से लिखते हैं तो हम इस x को x से विभाजित करते हैं और फिर sin x इसे अलग करते हैं तो हमारे पास xxsin x x x का अर्थ है यह 1sin x xहै और अब हम सीधे इस लिमिट का मूल्यांकन कर सकते हैं तो 1sin x x तो जब x→∞है तो अगर यह x→∞ है और sin x फिनाइट है तो कुछ फिनाइट से विभाजित करने पर 0हो जाएगा तो दूसरा भाग यहाँ sin x xx→∞ के रूप में 0हो जाएगा तो हमारे पास 10 है अर्थात यह लिमिट 1 है तो अगर हम यहाँ एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू करके निष्कर्ष निकालते है क्योंकि यह लिमिट मौजूद नहीं है और हम दावा कर सकते थे कि xsin x x मौजूद नहीं है लेकिन यह गलत निष्कर्ष होगा तो नियम में हर बार हमने लिखा है कि डेरिवेटिव के रेश्यो की लिमिट मौजूद है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है अब यहां एक उदाहरण है तो इसे αβ∈R दें तो वे वास्तविक संख्या हैं और हमारे पास यह fxtan x βsin x x3x≠0 1x0 इसलिए इस मामले में हम यह पता लगाना चाहते हैं कि और फ़ंक्शन f की कौन सी वैल्यू निरंतर हैं अत फ़ंक्शन f इंटरवल 22 में कंटिन्यूस है तो अब कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए तो इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए इसकी यह लिमिट tan x βsin x x3 1 होनी चाहिए क्योंकि x≠0 पर इसे 1 परिभाषित किया गया है तो बाकी हर जगह फ़ंक्शन कंटिन्यूस है एक ही समस्या x0 पर है तो यहाँ x ≠ 0 के लिए हमारे पास हम यह फ़ंक्शन के लिए tan परिभाषित किया गया है तो यह sin कंटिन्यूस है x3 कंटिन्यूस है तो फ़ंक्शन कंटिन्यूस है एकमात्र समस्या यह x0 पर पैदा कर सकती है तो अब हम यहाँ यह कर रहे हैं कि यदि इस लिमिट xtan x βsin x x31 करें तब यह फ़ंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा तो इस शर्त से हम और की गणना करेंगे तो किस फ़ंक्शन के लिए और यह एक्सप्रेशन या यह लिमिट यहाँ 1 के बराबर है तो आइए अब इस लिमिट की गणना करें tan x βsin x x3 तो जब हम ले x → 0 लेते हैं तो tan 0sin 0 और x3 भी 0हो जाता है तो हमारे पास मूल रूप से 00 फॉर्म है तो आइए हम इस एक्सप्रेशन पर एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू करें तो अगर हम एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू करते हैं तो और tan x बन जाएगा x β sin x cos x हो जाएगा हो जाएगा और 3 x2 से विभाजित किया जाएगा तो x2 x3 जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा 3 x2 और हम यहां की लिमिट लेते हैं x→0 तो अब अगर हम देखें कि इस फ़ंक्शन में क्या हो रहा है तो हमारे पास और फिर x→0 यह sec x है जो कि 1 है तो यहाँ आपके पास αβ cos 0 भी 1 है तो हमारे पास यहां αβ को विभाजित किया गया है 3 x2 से और फिर x→0 तो यहाँ हम यह प्राप्त कर रहे हैं कि यह 3 x2 जा रहा है 0 पर तो हमारे पास αβ किसी ऐसी चीज़ से विभाजित है जो 0 परजा रही है अब आगे बढ़ने या इस लिमिट को 1 के रूप में रखने की एकमात्र संभावना तब होगी जब αβ बराबर हो 0 के क्योंकि तब हमें मिलेगा 00 फॉर्म और हम आगे एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू कर सकते हैं लेकिन इस मामले में हम आगे बढ़ने के लिए क्या निर्धारित कर सकते हैं कि यह x βcos x 3x2 इस लिमिट को 1 के रूप में रखने के लिए हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि αβ बराबर है 0 के क्योंकि जब x→0 होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं और एल हास्पिटलLHospital के नियम को फिर से लागू कर सकते हैं तो इस एल हास्पिटल LHospital के नियम को फिर से लागू करते हुए हमें पहले से ही एक शर्त मिल गई है αβ जो बराबर है 0 के और अब यदि हम लागू करते हैं तो फिर से यहाँ का डेरिवेटिव तो 2sin x तो sec x और sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x β क्योंकि cos x आपको sin x देगा तो यह एक β sin x है और इसे विभाजित किया गया है 6 x से और अब देखते हैं कि हमें कौन सी फॉर्म मिलती है तो यह tan x इसे 0 बना देगा यहाँ sin x 0 बना देगा तो हम 0 प्राप्त कर रहे हैं न्यूमैरेटर में और 6 x से विभाजित कर रहे हैं जो फिर से 0 है तो हमें 00फॉर्म मिल रहा है इसलिए हम इस एक्सप्रेशन पर एक बार फिर से एल हास्पिटल LHospital के नियम को लागू कर सकते हैं अतः यहाँ लिमिट करें x→0 को तो यहाँ हमारे पास यह x और tan xहै तो x 2 sec x sec x tan x हो जाएगा तो फिर यह 4x 4 अल्फ़ा और sec x sec x tan x और tan x वैसे ही रहता है जैसे यह 2αx है और tan x फिर से डेरिवेटिव बन जाएगा x β sin x बन जाएगा cos x और6 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि यह 6 x था और डेरिवेटिव 6 है तो अब अगर हम फिर से जाँच करें कि यहाँ क्या वैल्यू है तो यह sec x 1 tan x होगा 0 तो यह एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 और फिर यहाँ जब x→0 होगा तो है 2 और फिर βहोगा तो न्यूमैरेटर में हम प्राप्त कर रहे हैं 2α और 6 से विभाजित करते हैं और लिमिट x→0है तो 2α 6 इसलिए इस वैल्यू को 1 रखने के लिए हमें 2α β6करना होगा तो एक और शर्त हमें मिली कि 2α β6 इसलिए यदि आप इन दो इक्वेशन को हल करते हैं 0 और 2α β6 को अतः हम प्राप्त करेंगे कि α2 तथा 2है तो और की इन वैल्यू के लिए यह फ़ंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा या अन्य तरीके से यहां यह लिमिट α tan xβsin xx3 1 हो जाएगी फ़ंक्शन को x0पर 1 के रूप में परिभाषित किया गया था तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन व्याख्यानों को तैयार करने के लिए किया है तो पिस्कुनोव द्वारा इंटीग्रल ए डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस और यह वॉल्यूम 1 है क्रेज़िग एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और थॉमस कैलकुलस Thomas' Calculus भी तो हमने आज इन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में क्या सीखा वे ये कई फॉर्म्स ले सकते हैं जैसे 00 ∞∞ 0×∞ ∞ ∞ 00 0 1 तो आज हमने सीखा 00 या ∞∞ लिमिट की गणना कैसे करें जब हमारे पास ऐसी फॉर्म है और एल हास्पिटल LHospital का नियम जो इस लिमिट की गणना करने के लिए उपयोगी था वह यह था कि क्या हमारे पास fg रेश्यो के लिए 00 या ∞ ∞ फॉर्म है हम इस नियम को लागू कर सकते हैं जो कहता है कि यह लिमिट की रेश्यो की लिमिट के बराबर होगी और यदि फिर से यह f और g वे दोनों बन जाते हैं या फॉर्म ले लेते हैं 00 या ∞∞ की तो हम फिर से नियम लागू कर सकते हैं और तब हम पाएंगे कि यह लिमिट दूसरे डेरिवेटिव के रेश्यो की लिमिट के बराबर है और इसी तरह हम लिमिट प्राप्त होने तक आगे भी जारी रख सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम तब मान्य होते हैं जब वे लिमिट मौजूद होती हैं हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं यदि वे डेरिवेटिव की लिमिट यहाँ मौजूद नहीं हैं तो हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि मूल लिमिट मौजूद नहीं है अतः यह नियम बहुत ही उपयोगी नियम है अगले व्याख्यान में अब हम सीखेंगे कि अन्य फॉर्म्स का व्यवहार कैसा होता है उदाहरण के लिए 0 ∞ और इसी तरह की धन्यवाद